एनपीटीईएल एनपीटीईएल ऑनलाइन प्रमाणन पाठ्यक्रम एनपीटीईएल ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स लैंगिक न्याय एवं कार्यस्थल सुरक्षा पर पाठ्यक्रम कोर्स ऑन जेंडर जस्टिस एंड वर्कप्लेस सिक्योरिटी प्रोदीपा दुबे द्वारा राजीव गांधी बौद्धिक संपदा कानून विद्यालय राजीव गांधी स्कूल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ आई आई टी खड़गपुर व्याख्यान 06 अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव्स नमस्कार प्रिय छात्रों मैं लैंगिक न्याय और कार्यस्थल सुरक्षा पर पाठ्यक्रम में आपका स्वागत करती हूं पिछले व्याख्यान में हमने लैंगिक न्याय के प्रति अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण पर चर्चा शुरू की थी उस संबंध में हम उन प्रयासों को देखने की कोशिश करते हैं जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा राष्ट्र राज्यों के सहयोग से उठाए गए हैं और महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने जो विभिन्न प्रयास किए गए हैं वे देखते हैं की जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं की समानता और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए राज्य पार्टियों द्वारा आवश्यक कदम उठाए गए हैं हम पिछली बार महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के सभी रूपों पर सम्मेलन की चर्चा कर रहे थे जिसे अंतर्राष्ट्रीय बिल ऑफ राइट्स के रूप में जाना जाता है जिसे 1979 में पारित किया गया था और 1993 में भारत द्वारा इसकी पुष्टि की गई थी स्लाइड समय संदर्भ 0147 यह सम्मेलन समाज में महिलाओं के विभिन्न मुद्दों और चिंताओं को बढ़ावा देने और उनकी स्थिति के सुधार की दिशा में उचित कदम उठाने की दिशा में एक बड़ा कदम था CEDAW ने व्यक्तिगत राज्यों के दायित्वों को निर्धारित किया है कि सम्मेलन को स्वीकार करके राज्यों ने सभी रूपों में महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को समाप्त करने के लिए उपायों की एक श्रृंखला शुरू की है अब इस तरह के उपायों में शामिल है कि उनकी कानूनी प्रणाली में पुरुषों और महिलाओं की समानता के सिद्धांतों को शामिल करना सभी भेदभावपूर्ण कानूनों को समाप्त करना और इस तरह के भेदभाव को रोकने के लिए उपयुक्त लोगों को अपनाना अगला भेदभाव के खिलाफ महिलाओं की प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधिकरण और अन्य सार्वजनिक संस्थानों की स्थापना के लिए और तीसरा व्यक्तियों संगठनों या उद्यमों द्वारा महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के सभी कृत्यों के उन्मूलन को सुनिश्चित करने के लिए कई अन्य दायित्व थे जिन्हें भी निर्धारित किया गया था लेकिन यह अनिवार्य रूप से इसके मूल में था इसने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि इस प्रणाली में कानूनी व्यवस्था में विभिन्न संगठनों और उद्यमों द्वारा पालन किया जाता है पुरुषों और महिलाओं की समानता को बनाए रखा गया था और किसी भी तरह की मौजूदा भेदभावपूर्ण प्रथाओं को दूर किया जाता है और उस प्रभाव के लिए कानूनों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है और कानूनों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पुरुषों और महिलाओं के बीच इस तरह की समानता एक वास्तविकता होनी चाहिए यह भी महत्वपूर्ण है कि भेदभाव के खिलाफ महिलाओं के प्रभावी संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए उचित संस्थाएँ होनी चाहिए जो कि बनी रहें या स्थापित हों इसलिए अदालतों के साथ साथ अन्य संस्थानों को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि लिंगों की समानता बनी रहे और भेदभावपूर्ण प्रथा के किसी भी उदाहरण को तुरंत समाप्त किया जाए या अलग रखा जाए इसलिए CEDAW ने राष्ट्र राज्यों के दायित्वों को निर्धारित किया कि CEDAW के तहत इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने के लिए विभिन्न राज्यों को राष्ट्रीय स्तर पर या उनके स्तर पर प्रत्येक के संबंध में किए गए प्रयासों के अनुसार रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है दायित्वों और किस तरीके से समानता लाने या स्थापित करने या इस समाज में भेदभावपूर्ण प्रथाओं को खत्म करने की मांग की गई है इसलिए राष्ट्र राज्यों का दायित्व इस तरह की रिपोर्ट तैयार करना है और यह है कि उन रिपोर्टों को राज्य स्तर पर उठाए गए उचित कदमों को सुनिश्चित करना चाहिए जिनके बाद वे रिपोर्ट के आधार पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रिपोर्ट किए गए हैं और उसके बाद विभिन्न सिफारिशें और विभिन्न हैं ऐसे सुझाव जो अंतर्राष्ट्रीय निकाय द्वारा किए जाते हैं जिनके लिए राज्य पार्टी को उचित कदम उठाने चाहिए लेकिन अंतरराष्ट्रीय दायित्व का एक हिस्सा होने के नाते उस प्रभाव के लिए कोई प्रवर्तन तंत्र नहीं है लेकिन यह पार्टियों या व्यक्तिगत राष्ट्रों में अच्छी इच्छाशक्ति और राज्य के अच्छे हाव भाव पर आधारित है यह देखने के लिए कि उचित कदम उठाए गए हैं जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय निकाय के सुझावों या सिफारिशों को ध्यान में रखा जा सकता है और वे इस बात से कम हो रहे हैं कि आगे क्या कदम हो सकते हैं प्रभावी रूप से योजना बनाई जानी चाहिए और राज्य स्तर पर लागू की जानी चाहिए स्लाइड समय संदर्भ 0609 CEDAW के बाद फिर महिलाओं के खिलाफ हिंसा को खत्म करने की घोषणा 1993 की घोषणा के बाद हुई थी अब यह एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार उपकरण था जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मुद्दे से विशेष रूप से निपटने के लिए पुष्टि करता था महिलाओं के खिलाफ हिंसा जोड़े में उल्लंघन करती है या महिलाओं के मानवाधिकारों का उल्लंघन करती है और महिलाओं के खिलाफ मौलिक स्वतंत्रता की उनकी लड़ाई महिलाओं के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण चिंता है और इसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय निकाय घोषित है कि दुनिया भर में महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा की समस्या की ओर व्यक्तिगत राष्ट्रों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है और यह आवश्यक है कि यदि मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता का एहसास होना है तो ऐसी हिंसा को रोकना होगा यह बहुत महत्वपूर्ण है स्लाइड समय संदर्भ 0727 यह घोषणा भी हिंसा की अवधारणा को परिभाषित करने और महिलाओं के खिलाफ हिंसा के दायरे में आती है हिंसा शब्द को इस रूप में परिभाषित किया गया है "लिंग आधारित हिंसा का कोई भी कार्य जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं को शारीरिक यौन या मनोवैज्ञानिक नुकसान या पीड़ित होने की संभावना है जिसमें इस तरह के कृत्यों का खतरा जबरदस्ती या स्वतंत्रता से मनमाना अभाव शामिल है चाहे सार्वजनिक या निजी जीवन में घटित होना " इसलिए यह एक बहुत उपयुक्त और उपयुक्त परिभाषा है जिसमें विभिन्न प्रकार की हिंसा शामिल है जो एक महिला का सामना करती है चाहे वह घरों के भीतर हो या बाहर यह सुनता है कि हिंसा शब्द को लिंग आधारित हिंसा के संदर्भ में संदर्भित किया गया है इसलिए विशेष रूप से इस प्रकार की गतिविधियाँ हिंसक गतिविधियाँ जो महिलाओं के लिए लक्षित होती हैं अब आम तौर पर हिंसा के विभिन्न रूप हो सकते हैं जो समाज में मौजूद हैं कुछ लिंग तटस्थ हैं इस अर्थ में कि किसी व्यक्ति के लिंग का कोई विशिष्ट संदर्भ न होने से यह समाज में किसी को भी प्रभावित कर सकता है हालाँकि यह देखा गया है कि कुछ प्रकार की गतिविधियाँ या कुछ प्रकार की हिंसक हरकतें होती हैं जो विशेष रूप से महिलाओं की आबादी के लिए लक्षित होती हैं अब ये मूल रूप से पितृसत्तात्मक मानसिकता का परिणाम हैं मौजूदा लिंग रूढ़िवादिताएं जो समाज में मौजूद हैं और एक प्रकार की शक्ति संरचना है जो महिलाओं पर पुरुषों के प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए जाती है इसलिए यहां हिंसा की अवधारणा जिसे घोषणा में संदर्भित किया गया था विशेष रूप से लिंग आधारित हिंसा की बात की गई थी अब उन लिंग आधारित हिंसा में निम्नलिखित में से कोई भी नुकसान शामिल होगा यह शारीरिक हिंसा के रूप में आ सकता है यह यौन हिंसा के रूप में आ सकता है या यह केवल मनोवैज्ञानिक हिंसा के रूप में आ सकता है अब इस तरह की हिंसा या नुकसान का परिणाम है महिला को उसके शरीर के संदर्भ में ईमानदारी के संदर्भ में या उसकी मानसिक भलाई के संदर्भ में गंभीरता से प्रभावित करना और इस तरह के कृत्यों में न केवल अधिनियम का अपराध शामिल है बल्कि किसी भी धमकी किसी भी डराने वाले कार्य या स्वतंत्रता से मनमाने तरीके से वंचित करना भी हिंसा शब्द के दायरे में आता है अब जब घोषणा ने हिंसा की बात की तो इसने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों में हिंसा की बात की इसलिए यह हिंसा का समावेश है जो कि परिवार के अंदर या बाहर है या नहीं अब हिंसक वारदातों के कई उदाहरण हो सकते हैं चाहे वह परिवार में हो या परिवार के बाहर इस अर्थ में कुछ उदाहरण दिए गए हैं बलात्कार यौन शोषण तस्करी यौन उत्पीड़न कार्यस्थल में धमकी बैटरी महिला जननांग विकृति और महिलाओं के लिए हानिकारक अन्य प्रथाओं का अपराध तो ये कुछ ऐसे कार्य हैं जिनका उल्लेख यहाँ किया गया है हिंसा के कई अन्य रूप हो सकते हैं जो महिलाओं के खिलाफ अपराध हैं चाहे परिवार के भीतर हों या परिवार के बाहर अगर हम घरेलू हिंसा की बात करते हैं तो परिवार के भीतर हिंसा का एक सामान्य उदाहरण है घरेलू हिंसा शारीरिक हिंसा का रूप ले सकती है यह यौन हमलों का रंग भी ले सकती है और इसमें एक महिला के खिलाफ मनोवैज्ञानिक हिंसा भी शामिल है जहां महिला को विभिन्न प्रकार के आघात विभिन्न प्रकार की शत्रुतापूर्ण भावनाओं या परिवार के भीतर बीमार उपचार से वंचित किया जाता है उसका मानसिक रूप से स्वस्थ होना या उसे आत्महत्या के लिए मजबूर करना या उसकी सुरक्षा और सुरक्षा के लिए अन्य कदम उठाना इसके अलावा जब यह आता है तो यह परिवार के भीतर हो सकता है साथ ही बाहर भी कि महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न के उदाहरण हैं कभी कभी यह अजनबी भी हो सकता है लेकिन जैसा कि कई उदाहरणों में अनुसंधान के माध्यम से देखा गया है ये घर के भीतर भी हैं जिसे आम तौर पर महिलाओं के लिए एक सुरक्षित आश्रय के रूप में लिया जाता है जो खुद को युवा बच्चों परिवार में युवा लड़की या परिवार की अन्य महिलाओं पर शिकार करने वाला बना देता है तस्करी एक बहुत बड़ी समस्या है जहाँ महिलाओं को बाज़ार में उत्पादों की तरह ही खरीदा और बेचा जाता है और उन्हें वाणिज्यिक यौन शोषण या श्रम बाजार में या अन्य रूपों में भेजा जाता है जहाँ वे विभिन्न प्रकार की शारीरिक यौन हिंसा को झेलती हैं इसलिए घोषणा राष्ट्रों का ध्यान उन विभिन्न प्रथाओं की ओर आकर्षित करने का प्रयास करें जो समाज में विद्यमान थीं और राष्ट्र के लिए उचित कदम उठाने की आवश्यकता थी जिससे महिलाओं के खिलाफ इस तरह की हिंसा को रोका जा सकता है एक और महिला जननांग विकृति को हाल के दिनों में महिलाओं के खिलाफ अपराध की सूची में भी जोड़ा गया है पहले भी भारत में यह एक दृष्टिकोण था कि यह दुनिया के कुछ दूर के देशों में मौजूद था और भारत इससे प्रभावित नहीं था लेकिन अगर आपने कई स्थितियों में रिपोर्ट और समाचार पत्रों की वस्तुओं को पढ़ा है तो यह उल्लेख किया गया है कि कुछ समुदायों में देश के कुछ हिस्सों में यह प्रथा अस्तित्व में है और यह परिवार के भीतर अत्यंत गोपनीयता से जुड़ा हुआ है ताकि बलात्कार के संबंध में कोई भी जानकारी बाहर न जाए हालाँकि समुदाय की कुछ महिलाओं ने इस समस्या से बाहर निकलने और खुलकर बात करने की हिम्मत दिखाई है और इसलिए अब धीरे धीरे यह माना जा रहा है कि देश में FGM भी मौजूद है इसलिए विभिन्न प्रथाएं हैं जो अस्तित्व में हैं और ये प्रथाएं महिलाओं के प्रति लक्षित हैं और यह बहुत महत्वपूर्ण है कि व्यक्तिगत राष्ट्र राज्य उस हिंसा को नियंत्रित करने के लिए और यह देखने के लिए उचित उपाय करें कि कहीं न कहीं यह प्रभावी रूप से अंकुश है और इस उद्देश्य के लिए न केवल कानून बल्कि वह संस्था भी है जिसके द्वारा न्याय दिया जाता है ऐसी संस्थाओं को प्रभावी ढंग से बनाए रखा जाता है उपयुक्त कानून अस्तित्व में हैं और कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से इस उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है जिससे महिलाओं के खिलाफ हिंसा को कम किया जा सकता है स्लाइड समय संदर्भ 1601 1993 की घोषणा भी महिलाओं के अधिकारों को मानने के लिए चलाई गई इसने ऐसे अधिकारों की एक सूची तैयार की जिनमें से कई पिछले दस्तावेजों में पहले ही उल्लेख कर चुके हैं चाहे वह मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा हो या अंतर्राष्ट्रीय निकाय द्वारा पारित अन्य दस्तावेज जीवन का अधिकार समानता का अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार कानून के तहत समान सुरक्षा का अधिकार सभी प्रकार के भेदभाव से मुक्त होने का अधिकार शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के उच्चतम मानक प्राप्त करने का अधिकार काम की उचित और अनुकूल परिस्थितियों का अधिकार यातना या अन्य क्रूर या अमानवीय या अपमानजनक उपचार या सजा के अधीन नहीं होना चाहिए इसलिए ये कुछ अधिकार थे जो घोषणा द्वारा घोषित किए गए थे ये अधिकार मानव अस्तित्व के मूल में निहित हैं और यह बहुत महत्वपूर्ण है कि इनमें से प्रत्येक अधिकार समाज में स्वस्थ रहने के लिए बनाए रखा जाए इसलिए प्रत्येक महिला को जीवन के अधिकार समानता के अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता और सुरक्षा के अधिकार की गारंटी दी जानी चाहिए कानून से पहले और उस छोर की ओर सभी व्यक्तियों की समान सुरक्षा होनी चाहिए समाज में मौजूद किसी भी प्रकार की मनमानी या भेदभावपूर्ण प्रथाओं को समाप्त किया जाना चाहिए यह महत्वपूर्ण है कि स्वास्थ्य के उच्चतम मानक को सभी के लिए बनाए रखा जाना चाहिए शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण है और इस उद्देश्य के लिए राज्य को प्रभावी कदम उठाने होंगे काम के संदर्भ में यह काम का समायोजन और अनुकूल परिस्थितियों का अधिकार है यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भेदभाव या गतिविधियाँ नहीं हैं जो कार्य को प्रभावित करती हैं किसी कार्यस्थल में ऐसी गतिविधियाँ नहीं होनी चाहिए साथ ही किसी भी प्रकार के भेदभावपूर्ण या मनमाने व्यवहार जो महिला को प्रभावित करते हैं या जो उसके प्रदर्शन पर उसके मानस पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं उनका पालन नहीं किया जाना चाहिए और यह बहुत महत्वपूर्ण है कि किसी भी प्रकार की यातना क्रूर या अमानवीय व्यवहार या महिलाओं के खिलाफ सजा का प्रावधान नहीं होना चाहिए इसलिए महिलाओं के खिलाफ हिंसा की निंदा करने और उस अंत की दिशा में उचित कदम उठाने के लिए राज्य को निर्देश देने की घोषणा की गई इसलिए हिंसा के मुद्दे को मान्यता देने की दिशा में यह घोषणा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था अपने सभी रूपों में हिंसा चाहे वह शारीरिक मनोवैज्ञानिक या यौन और महिलाओं के परिणामी अधिकारों की हो जिन्हें महिलाओं की सुरक्षा और सुरक्षा की दिशा में अलग अलग राष्ट्र द्वारा बनाए और स्थापित किया जाना है और यह देखना है कि हिंसा के सभी रूपों की कड़े शब्दों में निंदा की जाती है और इसके उन्मूलन की दिशा में प्रभावी कदम उठाए गए हैं स्लाइड समय संदर्भ 1950 कार्रवाई के लिए बीजिंग प्लेटफार्म 1995 यह सम्मेलन का एक हिस्सा था जो बीजिंग में हुआ और उसके बाद यह निर्णय लिया गया कि वियना घोषणा और कार्रवाई के कार्यक्रम में जो मूलभूत सिद्धांत निर्धारित किए गए थे और विश्व सम्मेलन द्वारा मानवाधिकारों को अपनाया गया था और अधिक सम्मान किया गया और यह स्थापित किया गया कि महिलाओं और बालिकाओं के मानवाधिकारों को सार्वभौमिक मानवाधिकारों के लिए अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा माना जाता है अलग अलग महिलाओं के अधिकारों के रूप में कुछ भी नहीं है अलग अलग पुरुषों के अधिकार वे सभी मानव अधिकारों का एक हिस्सा हैं और महिलाएं उस समुदाय का एक अभिन्न हिस्सा हैं और इसलिए कोई भी महिलाओं के लिए उन मानवाधिकारों से इनकार नहीं कर सकता है क्योंकि वे सार्वभौमिक मानवाधिकारों के अभिन्न अभिन्न और अविभाज्य अंग हैं सभी मानव अधिकारों और महिलाओं के मौलिक स्वतंत्रता का पूरे जीवन चक्र में संरक्षण और संवर्धन हो इसलिए इसलिए बीजिंग या कार्रवाई के बीजिंग मंच में बहस इस बात पर फिर से जोर देने की कोशिश करें कि क्या महत्वपूर्ण है मानवाधिकारों और महिलाओं के लिए बुनियादी स्वतंत्रता की पूर्ण प्राप्ति है और यह एक महिला के जीवन चक्र में होना चाहिए महिलाओं के खिलाफ हिंसा एक हिंसा है या महिलाओं के मानवाधिकारों और बुनियादी स्वतंत्रता का उल्लंघन है इसलिए जब भी महिलाओं के खिलाफ हिंसा होती है तो ऐसा उल्लंघन होता है जो मानवाधिकारों के स्तर पर होता है और ऐसी ही एक हिंसा होती है जिसके लिए मूल लक्ष्य को महसूस करना बहुत मुश्किल होता है जिसके लिए ये प्रयास किए जा रहे हैं स्लाइड समय संदर्भ 2159 अब इनमें बालिकाओं के संबंध में महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर भी प्रकाश डाला गया है जब युवा लड़कियों की बात आती है जैसा कि हमने पिछले व्याख्यानों में कहा है तो उन्हें परिवार द्वारा समाज द्वारा विभिन्न रूपों में पीड़ित किया जाता है जो उनके विकास और विकास को गंभीरता से प्रभावित करता है समाज में कई तरह की बीमारियां मौजूद हैं जो बालिकाओं के स्वास्थ्य और भलाई को गंभीरता से प्रभावित करती हैं और कहीं न कहीं उस तरीके से किसी राष्ट्र की प्रगति या विकास को प्रभावित करती हैं तो चाहे वह शिक्षा से संबंधित हो या विवाह के संबंध में या समान अवसरों भोजन और पोषण स्वास्थ्य आदि के संबंध में ये चिंता के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं और राष्ट्र राज्यों को यह सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय करने चाहिए कि कहां तक उचित कदम उठाए जाएं पूरी प्रक्रिया में बालिकाओं पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है उसे शिक्षा का अधिकार भी है और इसलिए उसे किसी भी आधार पर शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता और उसके पास पूरा अवसर और संसाधन उपलब्ध होने चाहिए जिससे वह इसका सर्वोत्तम उपयोग कर सके विवाह के संबंध में विवाह की न्यूनतम आयु का एक प्रकार होना चाहिए जो व्यक्तिगत राष्ट्रों द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए जिससे उस निर्धारित आयु से नीचे के किसी भी बच्चे को परिवार द्वारा शादी में नहीं दिया जा सकता है क्योंकि दुनिया भर में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां 10 9 12 13 साल के बच्चों को शादी में दिया जाता है वहीं भारत भी इसका अपवाद नहीं है इसलिए इसलिए भले ही भारत में हमारे पास विवाह की न्यूनतम आयु हो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय आदेश जो फिर से जोर देने की कोशिश करता है वह यह है कि न्यूनतम आयु होनी चाहिए और उस न्यूनतम आयु से किसी भी तरह या स्थिति में ऐसा नहीं होना चाहिए जहां एक महिला या बच्चे की शादी कर दी जाती है क्योंकि उसके स्वास्थ्य के संबंध में एक गंभीर प्रभाव पड़ता है उसके शारीरिक कल्याण के संबंध में उसके समग्र विकास के संबंध में और निश्चित रूप से यह नकारात्मक प्रभाव पड़ता है शायद एक बच्चे के लिए जो इस तरह की माँ से पैदा होता है और वह भी कहीं न कहीं बड़े पैमाने पर पूरे समाज पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है महिलाओं के पास समान अवसर होने चाहिए चाहे वह शिक्षा से संबंधित हो चाहे वह रोजगार में हो या चाहे जिस क्षेत्र में बात की जाती हो एक समान अवसर होना चाहिए जो महिलाओं के लिए उपलब्ध हो और किसी भी स्थिति में एक महिला को केवल उसके लिंग के आधार पर एक अवसर अस्वीकार नहीं किया जा सकता है स्लाइड समय संदर्भ 2525 भोजन और पोषण के संबंध में उसके पास ऐसे भोजन और पोषण की समान पहुंच होनी चाहिए जो उसकी भलाई और उसके विकास के लिए आवश्यक है और इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए जो इस संबंध में होनी चाहिए जो स्वास्थ्य सेवाओं तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच के लिए भी सही है बालिकाओं के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है और इसलिए बीमार स्वास्थ्य की किसी भी स्थिति में उन्हें स्वास्थ्य सुविधाओं तक समान पहुंच होनी चाहिए जो उपलब्ध हैं और समाज में सभी प्रकार के भेदभावपूर्ण और अपमानजनक प्रथाओं को हटाया जाना चाहिए इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि यह विभिन्न दृष्टिकोणों विभिन्न मूल्यों से संबंधित है आप विभिन्न प्रथाओं को जानते हैं विभिन्न प्रथाओं को जन्म देते हैं जिससे यह लड़के और लड़की के बीच अंतर करता है और लड़कियों के लिए कुछ अपमानजनक प्रथाओं का पालन होता है बस जैसा कि हमने कहा कि महिला जननांग विकृति का उदाहरण है जो युवा लड़कियों पर निर्भर हैं इसलिए इस तरह की प्रथाओं को दूर किया जाना चाहिए संदर्भस्लाइड समय 2648 इसलिए ये कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र थे जिन पर प्रकाश डाला गया और इन मुद्दों की ओर देश राज्यों का ध्यान आकर्षित किया गया अंत में 2000 के संयुक्त राष्ट्र मिलेनियम चार्टर जिसने कुछ मूलभूत मूल्यों को निर्धारित किया जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए आवश्यक हैं और इसने स्वतंत्रता और समानता की बात की जहां पुरुषों और महिलाओं दोनों को अपना जीवन जीने का अधिकार है और अपने बच्चों को हिंसा उत्पीड़न या अन्याय के डर के बिना सम्मानजनक तरीके से उठाते हैं और सभी को समान अधिकार और अवसर दिए जाते हैं इसलिए इन सभी प्रयासों के साथ अंतर्राष्ट्रीय निकाय ने एक स्थिति बनाने या कुछ मानकों को पूरा करने की कोशिश की है जिसके तहत मानवाधिकार सर्वोपरि है और महिलाओं के मानवाधिकारों और महिलाओं के मौलिक अधिकारों को बनाए रखा जाना चाहिए जिससे महिलाएं उस मुकाम को हासिल करने में सक्षम होती हैं जिसकी उनसे अपेक्षा की जाती है और किसी भी समय हिंसा के मुद्दे पर मनमानी भेदभावपूर्ण प्रथाओं के मुद्दे उनके विकास के रास्ते में उनके सपनों के पूरा होने के रास्ते में आने चाहिए इन अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों का व्यक्तिगत राष्ट्रों पर प्रभाव पड़ा है भारत उनमें से एक है और इसलिए भारत ने उस कानून के प्रति आवश्यक कानूनों की गणना की है या तैयार किया है जो प्रारंभिक दस्तावेजों में से एक है जो पुरुषों और महिलाओं की समानता को सुनिश्चित करता है